इस सप्ताह के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है तो हमने पिछले व्याख्यान में फार्मूलेशन ऑफ़ टॉपिक मॉडल्स शुरू किया था लेकिन हमने मुख्य रूप से मूल अंतर्ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया तो आज हम लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन का गणितीय सूत्रीकरण करेंगे तो यह टॉपिक मॉडल्स का मुख्य प्रकार है जिसका उपयोग किया जाता है जिसे एलडीए के नाम से भी जाना जाता है हम यहां थे और हम देख रहे थे कि एलडीए की केंद्रीय समस्या क्या है इसलिए हम जो समस्या कह रहे थे वह यह था कि हमें केवल डाक्यूमेंट्स का अवलोकन करना है लेकिन हम अपने जेनेरेटिव मॉडल के सभी मापदंडों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं पता मेरे विषय क्या हैं डॉक्यूमेंट के विषय अनुपात क्या हैं और मुझे नहीं पता कि प्रति डॉक्यूमेंट या प्रति शब्द असाइनमेंट क्या है मुझे नहीं पता है हमारी वास्तविक समस्या हमारे अवलोकन से है हम जेनेरेटिव मॉडल को रिवर्स करना चाहते हैं और इन सभी प्रोबेबिलिटी के साथ आते हैं तो यह आंकड़ा आपको इस लक्ष्य को समझने में मदद करेगा इसलिए याद रखें कि हमने पहले वाला आंकड़ा देखा था जहां हमारे पास ये सभी टॉपिक थे हमें पता था कि क्या प्रोपोरशन हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए टॉपिक प्रोपोरशन और फिर हम इस डॉक्यूमेंट में प्रत्येक शब्द के लिए टॉपिक बना रहे थे लेकिन अब वास्तव में हमारे पास केवल यह डॉक्यूमेंट होंगे इसलिए हम इन सभी डाक्यूमेंट्स को जानते हैं इसलिए हमें पता है कि शब्द क्या हैं लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है कि हमारे टॉपिक क्या हैं ये प्रोपोरशन क्या हैं और ये विषय व्यक्तिगत शब्दों के लिए क्या हैं हमें उन सभी डाक्यूमेंट्स पर प्रतिबंधित वितरण की गणना करनी है जो हम अपने डेटा में देख रहे हैं तो जेनरिक मॉडल के पीछे जोड़ को सुनने के लिए एक और सरल उदाहरण है इसलिए यहां आपके पास कुछ शैक्षिक सामग्री से कुछ 37000 टेक्स्ट पैसजेस हैं और मान लीजिए कि आप एलडीए चलाते हैं जो आपको लगभग 300 विषय मिला तो यहाँ इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं आप 4 अलग अलग विषयों को देख रहे हैं तो आप 247 जैसे विषय पर विचार कर रहे हैं जिसमें ड्रग्स ड्रग मेडिसिन इफेक्ट्स बॉडी इत्यादि दूसरे टॉपिक्स के शब्द जैसे रेडब्लूग्रीनयेलोवाइटदूसरे शब्द दिमाग के बारे मेंथॉट रिमेम्बर मेमोरीथिंकिंग और दूसरे टॉपिक्स डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल केयर इत्यादि इसलिए इन 37000 टेक्स्ट पैसजेस पर एलडीए को चलाने से कॉर्पस में जो विषय हैं अब जेनरेटिव मॉडल के बारे में अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के लिए हैं तो जेनरेटिव मॉडल में क्या था आपके पास कुछ विषय हैं अब विषय कैसे उत्पन्न करें हम इन विषयों में से कुछ को कुछ अनुपात में लेते हैं और आप उसके लिए शब्द बनाना शुरू करते हैं अब मान लीजिए कि आप कोशिश करते हैं मान लीजिए कि आप विषय 247 और 5 लेते हैं तो मान लीजिए कि हम पहले 2 विषयों की बराबर प्रोबेबिलिटी देते हैं इसलिए आप एक डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं इस बात के लिए हम इन विषयों को देखेंगे तो पहला विषय ड्रग्स मेडिसिनपर्सन मारीजुआना और दूसरा विषय रेडब्लूग्रीन रंगों के बारे में है तो मान लीजिए कि हम इन 2 विषयों को एक साथ बाइंड कर देते हैं तो हम किस तरह का डॉक्यूमेंट उत्पन्न कर सकते हैं तो कुछ अलग तरह के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं तो एक यह हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक शराब मारीजुआना वगैरह ले रहा हो और इसने उसकी रंग धारणा को प्रभावित किया मान लीजिए कि आप सामान्य डाक्यूमेंट्स को इस तरह से रखना चाहते हैं जैसे कि हम इन 2 विषयों को एक साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे इसी तरह मान लीजिए कि आप इन 2 विषयों को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो यह विषय है माइंड थॉट रिमेम्बर मेमोरी फॉरगॉटन और यह एक डॉक्टर मेडिकलनर्सपेशेंट और इसी तरह के बारे में है इसलिए यदि आप इन 2 विषयों को एक साथ जोड़ते हैं तो आप डॉक्यूमेंट का निर्माण कर सकते हैं जो कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की मेमोरी हानि हुई थी और डॉक्टर की विजिट की गयी तो जैसे कि आपके पास अलग अलग विषय हैं आप इनमें से कुछ विषयों को मिश्रण कर सकते हैं और फिर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं तो यह जेनरेटिव व्यू है हम पहले 2 विषयों को समान प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं जो कुछ प्रकार के डॉक्यूमेंट देते हैं और पिछले 2 विषयों को समान प्रोबेबिलिटी देते हैं जो कि मुझे एक और प्रकार का डॉक्यूमेंट देते हैं अब यह एकल चित्र दोनों भागों की व्याख्या करता है जनरेटिव पार्ट और इनफरेंस पार्ट एक साथ तो आप बाएं आकृति में क्या देख रहे हैं तो यह जेनरेटिव मॉडल है तो आप कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और आप यह कैसे कर रहे हैं इसलिए हम कुछ टॉपिक पर विचार कर रहे हैं मान लें कि आपके पास 2 टॉपिक हैं टॉपिक 1 टॉपिक 2 प्रत्येक टॉपिक शब्दों के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप कुछ शब्द जैसे बैंक लोन बैंक मनी लोन ले रहे हैं तो इन का मतलब है कि ये शब्द कई बार यहाँ आ रहे हैं तो इन शब्दों में उच्च प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी तरफ रिवर स्ट्रीमबैंकरिवर इत्यादि हैं तो ये 2 टॉपिक हैं अब इन 2 टॉपिक का उपयोग करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम डॉक्यूमेंट कैसे उत्पन्न कर सकते हैं हम इन टॉपिक को मिलाएंगे तो मान लीजिए कि हम केवल टॉपिक 1 लेते हैं और हमारे पास एक सामान्य डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसमें मनीबैंकलोन जैसे शब्द शामिल हैं और हम सिर्फ टॉपिक 2 ले सकते हैं और रिवरबैंकस्ट्रीम और इसी तरह के शब्द उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन हम भी ले सकते हैं इसके बजाय ये दोनों टॉपिक समान अनुपात कहते हैं और मनीबैंकरिवरलोनस्ट्रीमबैंक मनी जैसे डॉक्यूमेंट उत्पन्न करते हैं तो आपने यहां क्या देखा इस डॉक्यूमेंट में शब्दों के साथ टॉपिक 1 के साथ साथ 2 भी अंकित हैं क्योंकि शब्द दूसरे टॉपिक से आ सकते हैं दूसरी ओर डॉक्यूमेंट 1 में सभी शब्दों को टॉपिक 1 के साथ लेबल किया जाता है डॉक 3 भी सभी शब्दों को टॉपिक 2 के साथ लेबल किया जाता है क्योंकि हमारे पास इन डाक्यूमेंट्स में एकमात्र विषय संभव है तो यह मेरा जेनरेटिव मॉडल विचार है तो यहाँ सब कुछ यहाँ है आपके पास टॉपिक हैं आपके पास पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रोपोरशंस है और आपके पास पर डॉक्यूमेंट पर वर्ड टॉपिक असाइनमेंट भी है और आप प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द के लिए टॉपिक भी जानते हैं अब स्टैटिस्टिकल इनफरेंस पार्ट क्या है तो इनफरेंस पार्ट आप केवल अपने 3 डाक्यूमेंट्स को जानते हैं तो आप जानते हैं कि मेरे डॉक 1 के पास ये शब्द हैं डॉक 2 में ये शब्द हैं डॉक 3 में विशेष रूप से ये शब्द हैं लेकिन आप नहीं जानते आपके विषय क्या हैं और आपको पता नहीं है प्रत्येक डॉक्यूमेंट में विभिन्न विषयों के अनुपात क्या हैं तो इन सभी नंबरों को आप नहीं जानते हैं और आप प्रत्येक शब्द के लिए भी नहीं जानते हैं विषय असाइनमेंट क्या है और इन सबका आपको पता लगाना होगा इसलिए हम आशा करते हैं इस फिगर के साथ यह स्पष्ट है हमें अपने जेनेरेटिव मॉडल से क्या मतलब है और हमारी समस्या क्या है जो हमारे अवलोकन से केवल हमारे जेनेरेटिव मॉडल की इन सभी प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाना है अब एलडीए के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए सबसे पहले यह बैग ऑफ़ वर्ड्स अज़म्पशन का उपयोग करता है इसलिए हमें आशा है कि अब आप समझ गए होंगे बैग ऑफ़ वर्ड्स अज़म्पशन क्या है यह कि हम उस क्रम को नहीं देख रहे हैं जिसमें शब्द होते हैं तो यह एक बैग बनाने जैसा है इसलिए हम सभी शब्दों को ले रहे हैं और उन्हें एक सेट में डाल रहे हैं यह सूची में ऐसा नहीं है जहां कुछ क्रम महत्वपूर्ण है इसलिए एलडीए शब्द क्रम को मॉडल नहीं करता है जैसा कि यह है तो यह केवल वही लेता है जो किसी भी क्रम में मौजूद शब्द हैं दूसरी ओर हमें लगता है कि आपने यह भी देखा होगा कि पिछले उदाहरण में एलडीए पॉलीसिम को पकड़ने में भी अच्छे हैं तो याद रखें कि पोलीसिम क्या है पोलीसेमी एक शब्द है जिसमें कई अर्थ हो सकते हैं इसलिए टॉपिक मॉडल्स के मामले में हम क्या अनुवाद कर सकते हैं इसका मतलब है एक ही शब्द कई विषयों के अनुरूप हो सकता है और यह पूरी तरह से अनुमति है क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसका मतलब है एक ही शब्द 2 अलग अलग विषयों में भी आ सकते हैं और पिछली स्लाइड में याद रखें हमारे पास एक बैंक जैसा शब्द है जो दोनों विषयों में आ रहा था और यह पूरी तरह से स्वीकृत है तो इस तरह टॉपिक मॉडल्स बेहतर कैप्चर कर सकते हैं यह शब्द टॉपिक 1 और टॉपिक 2 से अपनी अलग अलग सेंस में आ रहा है जिस तरह से मॉडल को परिभाषित किया गया है उसमें शब्दों की कोई धारणा नहीं है जो परस्पर टॉपिक्स के लिए अनन्य है इसलिए उदाहरण के लिए मनी और रिवर शब्द को एक हाई प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं तो मनी और रिवर दोनों टॉपिक्स में शब्द बैंक के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है और यह पूरी तरह से ठीक है अब एलडीए मॉडल को समझने के लिए तो एलडीए मॉडल क्या है तो आपको पहले यह देखना होगा कि ग्राफिकल नोटेशन क्या है इसलिए यदि आप इन कुछ ग्राफिकल नोटेशन से नहीं गुज़रे हैं तो यह स्लाइड समझाने की कोशिश करती है कि हम ग्राफिकल नोटेशन की व्याख्या कैसे करते हैं तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं मेरे पास कुछ वेरिएबल है इसलिए एक वेरिएबल y और कुछ वेरिएबल x 1 से x n है इसलिए ये सभी नोड्स जब हम अपने ग्राफिकल मॉडल को देखते हैं तो ये रेंडम वेरिएबल होते हैं तो मेरे पास एक रेंडम वेरिएबल x 1 से x n है अबये एड्जेस क्या हैं ये एड्जेस संभावित निर्भरता को निरूपित करेंगे तो यहाँ मुझे पता है कि x 1 निर्भर करता है y पर x 2 निर्भर करता है y पर और x n भी उप 2 x भीये सभी केवल y पर निर्भर करते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं है तो यही कारण है कि x 2 से x 4 और x 1 से x 2 तक कोई बढ़त नहीं है इसलिए ये केवल y पर निर्भर करते हैं फिर एक अंतर है कि कुछ छायांकित हैं कुछ नहीं हैं तो वह क्या है तो देखे गए वेरिएबल को छायांकित किया जाता है इसका मतलब है कि ये वे वेरिएबल हैं जो हम देख रहे हैं और यह एक छिपा हुआ वेरिएबल है जिसे छायांकित नहीं किया गया है और इन सूचनाओं को सरल बनाने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं हम कुछ वेरिएबल भी एक साथ समूहित कर सकते हैं तो कुछ अधिकतम निर्देश जो दोहराए जा रहे हैं आप इसे प्लेट नोटेशन में डाल सकते हैं तो यह वही है जो आप दाईं ओर देख रहे हैं तो आपके पास ये और अलग अलग वैरिएबल हैं और आप इन्हें x n द्वारा एक साथ समूहित कर सकते हैं और आप यहां कैपिटल एन N लिख सकते हैं इसका मतलब है कि x n को बार बार कैपिटल N बार दोहराया जाता है यह और ये समतुल्य हैं और ये आगे इस धारणा को सरल बनाते हैं इसलिए एक बार हमने इसे देखा है तो हम ग्राफिकल नोटेशन की व्याख्या कैसे करते हैं तो हम एलडीए के लिए ग्राफिकल नोटेशन को देख सकते हैं तो बस एक और बात कि एक बार जब हमारे पास यह संकेतन है तो हम इस पूरे ग्राफिकल संरचना की प्रोबेबिलिटी की गणना भी कर सकते हैं तो मेरे पास वेरिएबल y x 1 से x n है तो प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास y की प्रोबेबिलिटी है और इनमें से प्रत्येक केवल y पर निर्भर करता है तो इस पूरे ढांचे की प्रोबेबिलिटी हो सकती है y टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ़ x1 गिवेन y प्रोबेबिलिटी ऑफ़ x2 गिवेन y से प्रोबेबिलिटी ऑफ़ x n गिवेन y तक यह चित्रमय हमारे ग्राफ की संरचना भी परिभाषित करती है विभिन्न वेरिएबल के बीच सशर्त निर्भरता क्या है और इसका उपयोग हम अपनी संयुक्त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए कर सकते हैं इसलिए इन सभी वेरिएबल पर यह हमारी संयुक्त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अब देखते हैं एलडीए के लिए ग्राफिकल मॉडल क्या है तो आप पिछली स्लाइड से जानते हैं कि हम ग्राफिकल मॉडल की व्याख्या कैसे करते हैं तो ये सभी नोड्स रैंडम वेरिएबल्स हैं और देखे गए वेरिएबल छायांकित हैं तो केवल छायांकित भाग W d n है ये हमारे ऑब्जेक्ट शब्द हैं बाकी सब कुछ छिपा हुआ है अब बाकी सब क्या है तो यहाँ कुछ प्लेटें हैं तो आइए हम इस एक कैपिटल K को देखें और ये टॉपिक्स क्या हैं तो हम यहां क्या कर रहे हैं कैपिटल K अलग विषय हैं और प्रत्येक टॉपिक एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यह किसी टॉपिक के लिए अलग अलग शब्दों में शीर्ष पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी टॉपिक के लिए यह छोटा k है तो बीटा k वह है जो शब्द k की प्रायिकता है टॉपिक k के लिए शब्द 2 वगैरह की प्रायिकता क्या है और यह हम सभी कैपिटल K टॉपिक्स के लिए कर रहे हैं तो फिर हम इस भाग को देखें इसलिए हमारे पास कैपिटल D है हमारे संग्रह में विभिन्न डॉक्यूमेंट हैं तो किसी दिए गए डॉक्यूमेंट के लिए छोटा d हमारे पास आंकड़ा वेरिएबल d है जो डॉक्यूमेंट टॉपिक अनुपात के अनुसार दर्शाता है तो इस डॉक्यूमेंट के लिए छोटा d है क्या अनुपात है जिसमें आप विभिन्न टॉपिक को एक साथ जोड़ रहे हैं तो यह अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग होगा विभिन्न डॉक्यूमेंट तो आपके पास कैपिटल D विभिन्न डॉक्यूमेंट हैं और यहां फिर से एक डिरिचलेट पैरामीटर है और यहां एक टॉपिक हाइपर पैरामीटर है तो हम चर्चा करेंगे कि ये क्या हैं लेकिन अभी आप बस समझ सकते हैं कि यह बीटा k किसी दिए गए टॉपिक के लिए शब्दों पर डिस्ट्रीब्यूशन है और थीटा d किसी दिए गए डॉक्यूमेंट के लिए टॉपिक पर डिस्ट्रीब्यूशन है अब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ अब हम 1 विशेष डॉक्यूमेंट पर जा रहे हैं और इसमें कैपिटल N शब्द हो सकते हैं और ये क्या हैं इसलिए आप प्रति शब्द असाइनमेंट Z n के अनुसार चल रहे हैं हां प्रत्येक शब्द में केवल 1 टॉपिक होगा और यह वास्तविक शब्द है जिसे आप देख रहे हैं और ये सभी छिपे हुए हैं तोहमें नहीं पता कि हमारा बीटा क्या है हम अपने थीटा को नहीं जानते हम अपना Z n नहीं हैं तो यह केवल समझाने के लिए है यहां अलग अलग नोड्स क्या हैं यहाँ अलग अलग प्लेटें क्या हैं तो आपकी प्लेट्स में डाक्यूमेंट्स के साथ साथ एक ही डॉक्यूमेंट के शब्द भी हैं और आपके पास वे सभी वेरिएबल हैं जिनका हम उपयोग कर रहे थे सभी धारणाएँ जिनका उपयोग हम पहले कर रहे थे इनमें से प्रत्येक के लिए वेरिएबल हैं अब हम देखते हैं कि कैसे वास्तविक जेनेरेटिव मॉडल क्या है इस संरचना का उपयोग करके हमने कैसे शब्द बनाए जेनरेटिव मॉडल क्या है तो सबसे पहले आप प्रत्येक विषय बीटा i को डिरिचलेट उच्च हाइपर पैरामीटर eta के लिए तैयार करते हैं और आप सभी K विषयों के लिए ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हम मॉडल तैयार करते हैं आप अपने टॉपिक्स को आकर्षित कर रहे हैं तो ठीक है हमारे पास हमारे कैपिटल K टॉपिक् हैं अब आप अपने डॉक्यूमेंट पर जाएं इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए जो छोटा d है टॉपिक् के अनुपात को ड्रा करें तो आप यह पता लगाते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कौन से टॉपिक् शामिल हैं जो अल्फा के ऊपर डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में शामिल हैं तो हम इन डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे मुझे इन डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है आप हमारे अवलोकन में प्रत्येक शब्द के लिए एक विषय अनुपात और उसके बाद ड्रा करें अब तक हम अब प्रत्येक शब्द के लिए इस डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं आप थेटा d पर एक मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में Z n ड्रा करें और इसमें से एक शब्द ड्रा करें तो एक टॉपिक् ड्रॉ करें और फिर बीटा Z n पर इस मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन से एक शब्द खींचें अब हाँ हमें इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करनी है तो हम एक एक करके चलते हैं इस टॉपिक् को ड्रॉ करते हैं बीटा i eta पर आपका डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन है हम यहां क्या कर रहे हैं हमारे पास अलग अलग टॉपिक् हैं इसलिए हम अपनी शब्दावली से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुपात को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं तो मेरे पास k अलग अलग टॉपिक् हैं टॉपिक् टी 1 टी 2 टी 3 टी k तक इन टॉपिक् के लिए हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा कैपिटल K ड्राइंग कर रहे हैं और ये क्या हैं वे हमारी शब्दावली में हमारे शब्दों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं हैं तो यह इस तरह कुछ हो सकता है हां यह 001 002 005 है इसलिए यह 001 हो सकता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन eta के ऊपर एक डिरिचलेट का उपयोग करके तैयार किया गया है तो डिरिचलेट यह डिस्ट्रीब्यूशन पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए यह आपको यह तय करने में मदद करता है कि किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे पर पसंद किया जाएगा ताकि हम फिर से चर्चा करें इसलिए हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन विचार यह है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है आप पसंद करेंगे और इससे आपको सभी k टॉपिक्स के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में मदद मिलेगी अब आपने इसे तैयार कर लिया है अब अगली पंक्ति प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए कहती है अल्फा पर डिरिचलेट का उपयोग करके थीटा d का विषय अनुपात ड्रा करें तो अब ये आपके विषय हैं लेकिन आपके संग्रह में आपके पास फिर से कैपिटल E डॉक्यूमेंट हैं तो डॉक्यूमेंट 1 2 छोटा d कैपिटल D इसलिए वे आपके संग्रह में कैपिटल D डॉक्यूमेंट हैं अब यह क्या है आप प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए क्या ड्राइंग कर रहे हैं आप थीटा d को आरेखण कर रहे हैं थीटा d क्या है थीटा d टॉपिक्स पर प्रोबेबिलिटी वितरण है तो यह कुछ ऐसा होगा जैसे कि टॉपिक्1 की प्रोबेबिलिटी क्या है टॉपिक् 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है टॉपिक् कैपिटल D तक की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए आप इन वितरणों को आकर्षित कर रहे हैं और थीटा d क्या हैं थीटा d डिरिचलेट से आ रहा है ओवर अल्फा तो फिर से यह अल्फा हमें बता रहा है हम किस तरह के विषय डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरों से ज्यादा पसंद करेंगे तो ये हमारे हैं इसलिए पहले टॉपिक्स को आरेखित करें फिर डाक्यूमेंट्स के लिए टॉपिक् अनुपात को आरेखित करें अब और क्या है अब यह कहता है कि अब हम इस डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं तब प्रत्येक शब्द के लिए आप शब्दों के बारे में कैसे जानते हैं ड्रा Z d n जैसा कि मल्टिनोमिअल ओवर थीटा d से तो थीटा d एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और यह एक सैंपल टॉपिक से एक मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यह डिस्ट्रीब्यूशन k टॉपिक्स मान लीजिए Z n 5 के बराबर है जो कि हम टॉपिक् 5 ले रहे हैं इसलिए प्रत्येक के लिए हम 1 ड्रा करेंगे तो यह वह हो सकता है जो इस मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार आता है मान लीजिए कि यह 5 है अब हम शब्द कैसे उत्पन्न करें अब हम इस टॉपिक को जानते हैं अब हमें एक शब्द उत्पन्न करना है इसलिए हम जाते हैं ताकि यह कहे कि W d n मल्टीनोमियल से बीटा Z d n Z d n क्या है अब Z d n को हमारा 5 पता है वह टॉपिक है जिसे आप ड्रा करते हैं और अब आप बीटा 5 पर मल्टीनोमिअल लेते हैं इसका मतलब है कि बीटा 5 पांचवें टॉपिक के लिए हमें पता चलेगा कि क्या है इसलिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वहां से हम एक शब्द का सैम्पल लेंगे इसलिए हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सैम्पल लेंगे और जो हम जनरेट कर रहे हैं यह आप हमारे डॉक्यूमेंट में कैपिटल N शब्दों में से प्रत्येक के लिए करेंगे और पूरे जेनरेटिव मॉडल हैं पहले आप अपने टॉपिक्स को उत्पन्न कर रहे हैं फिर प्रत्येक डॉक्यूमेंट टॉपिक् अनुपात के लिए फिर आप अलग अलग टॉपिक्स पर जा रहे हैं जो अलग अलग शब्द में जा रहा है और उस शब्द को ठीक कर रहा है तो इस स्लाइड में हम यही कह रहे हैं अब यहाँ 1 दिलचस्प बात यह है कि हम इसका नाम लेटेंट डिरिच्लेट एलोकेशन में क्यों रखते हैं तो हम कुछ एलोकेशन कर रहे हैं कि लेटेंट और डिरिच्लेट क्यों आ रहे हैं तो इस एलडीए में लेटेंट एक ही संवेदन ऊर्जा लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग है तो यह सब टॉपिक्स लेटेंट वेरिएबल के कुछ प्रकार हैं तो कुछ प्रकार के छिपे हुए टॉपिक्स हैं कुछ लेटेंट टॉपिक्स हमें नहीं पता ये टॉपिक्स क्या हैं हम उन्हें अच्छा शायद अच्छा लेबल भी नहीं दे सकते लेकिन हमारे शब्दों के कुछ छिपे हुए डिस्ट्रीब्यूशन हैं और इन्हें लेटेंट कहा जाता है तो फिर यहां डिरिचलेट क्या है तो आपने 2 स्थानों पर डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो वह डिस्ट्रीब्यूशन है जो पर डॉक्यूमेंट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है एक डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन है तो यह है कि हम एक दिए गए डॉक्यूमेंट के लिए टॉपिक का सैम्पल कैसे ले रहे हैं जो एक ड्यूरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है और इस परिणाम का उपयोग डाक्यूमेंट्स के शब्दों को विभिन्न टॉपिक को एलोकेट करने के लिए किया जाता है और इसीलिए शब्द एलोकेशन भी आ रहा है तो आप लेटेंट डिरिचलेट और एलोकेशन कर रहे हैं अब हम इस डिरिचलेट भाग को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे तो डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यदि आप अविश्वसनीय रूप से यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मुझे इससे क्या मतलब है तो डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन सिम्प्लेक्स के ऊपर एक एक्सपोनेंशियल फॅमिली डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सकारात्मक वैक्टर है जो 1 का योग है जब हम सिम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि 1 सिम्प्लेक्स 2 तत्व होगा x 1 x 2 जैसे कि x 1 प्लस x 2 बराबर होगा 1 पॉजिटिव वेक्टर जिसमें 1 जोड़ा गया है यह एक सिम्प्लेक्स है तो आप देख सकते हैं कि वे यहां अनंत समाधान हैं और आप इसे एक पंक्ति के रूप में पढ़ सकते हैं यह एक पंक्ति है और यह 0 1 कहने के लिए अनुरूप हो सकता है यह 1 0 हो सकता है इसलिए यह टॉपिक 1 है प्रत्येक के लिए 0 टॉपिक है या हाँ x 1 0 है x 2 1 है जहाँ x 1 1 है x 2 0 है और कोई भी बिंदु आप तदनुसार कुछ परिभाषा दे सकते हैं कि x 1 x 2 के मान क्या हैं आप देख सकते हैं कि यह एक लाइन होगी सरल रेखा x 1 प्लस x 2 जो 1 के बराबर है यह हमारा 1 सिम्प्लेक्स है तो आपके पास 2 सिम्प्लेक्स हो सकते हैं तब आपके पास 3 चीजें हैं x 1 प्लस x 2 प्लस x 3 वहाँ हैं 2 1 इसमें किसी प्रकार का त्रिभुज होगा तो यह बिंदु x 1है 0 x 2 है 1 x 3 0 है इसलिए यह x 1 है 0 x 2 है 1 x 3 0 है यह 0 0 1 हो सकता हैफिर प्रत्येक बिंदु हमारे पास कुछ अनुपात होगा जैसे कि सभी 3 जोड़ते हैं 1 तक यह हमारा 2 सिम्पलेक्स है जैसे कि आप किसी भी और सिम्प्लेक्स को परिभाषित कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास k विषय हैं तो आप इस के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि यहां k माइनस 1 सिंपलेक्स है अब मेरा डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अब हम कह रहे हैं कि यह एक साधारण वैक्सीन पर एक एक्सपोनेंशियल फॅमिली डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक सकारात्मक वैक्टर है जो 1 तक जोड़ता है तो चलिए पहले हम उस सहज ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं मान लीजिए कि हमारे पास 2 सिम्पलेक्स है तो बहुत से अलग मान मेरे 3 x 1 x 2 x 3 हैं वे बहुत सारे भिन्न मान ले सकते हैं इसलिए हम 1 0 0 जैसे मान ले सकते हैं हम 033 033 034 जैसे मान ले सकते हैं और ऐसे ही वे 05 025 025 वगैरह जैसे अलग अलग मान ले सकते हैं तो मेरा डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है यह मुझे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी देता है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो यह है कि हम किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पसंद करेंगे इसलिए हम यह कहने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि हम उन डिस्ट्रीब्यूशन को प्राथमिकता देंगे जहां एक विषय में एक विषय उच्च प्रोबेबिलिटी के रूप में है और अन्य में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है या हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे जहां सभी विषयों में समान प्रोबेबिलिटी हो इस तरह की बाध्यता आप अपने अल्फ़ा का इस्तेमाल करके डाल सकते हैं तो यह वह जगह है जहाँ सूत्रीकरण है तो थीटा की प्रोबेबिलिटी क्या है जो इन विषयों पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे अल्फ़ा को दिया गया है जो कुछ आकर्षित कार्य है इसलिए भले ही हम इस शब्द को भूल जाएं तो यह थीटा I से पावर अल्फा I माइनस 1 पर गुणा है तो हम केवल इस शब्द को देखते हैं तो यहाँ क्या कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी थीटा गिवेन अल्फ़ा का गुणक है थीटा i का पावर अल्फा i माइनस 1 पर तो आइए समझने की कोशिश करें कि मेरे अल्फ़ा को हम कहते हैं 01 बनाम अल्फ़ा i जो बराबर है मान लीजिए 2 के क्या होगा और हमें बताएं 2 मामलों में और चलिए कहते हैं कि हम 2 अलग अलग थीटा को देखते हैं तो मेरी थीटा 1 है 098 001 0011 विषय में उच्च प्रोबेबिलिटी है दूसरों के पास 0 है और थीटा 2 के पास मान लीजिए 033 033 034 हैं और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का अल्फा पसंद करेगा 1 थीटा दूसरे पर आइए हम 01 अल्फा i 01 के साथ एक मामले को लेते हैं तो यहां इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये होगा 098 टू द पावर माइनस 09 001 टू द पावर माइनस 09 001 टू द पावर माइनस 09 और यह प्रोबेबिलिटी सामान होगा 03 टू द पावर माइनस 09 033 टू द पावर माइनस 09 और इसी तरह दूसरी ओर अगर हम अल्फा i लेते हैं तो हम 2 के बराबर है और यह 098 टाइम्स होगा तो अल्फा i माइनस 1 हो जाएगा 1 पावर 101 टाइम्स 001 है और यह हो जाएगा 033 टाइम्स 033 टाइम्स 033 अब यहाँ आपका क्या ऑब्जरवेशन है तो एक बात हम यह देखते हैं कि यदि आप अल्फा लेते हैं तो 2 के बराबर है यदि आप अल्फा को 2 के बराबर लेते हैं तो जिन विषयों में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां एक विषय में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है हमें समग्र रूप से बहुत कम प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपका मल्टीपल 098 बाय 001 टाइम्स 001 यह बहुत छोटा हो जाएगा जब यह ऐसा होगा जैसे 1 बाय 3 टाइम्स 1 बाय 3 टाइम्स 1 बाय 3 इसलिए जैसे ही आप अल्फा बढ़ाते हैं यह विषयों या डिस्ट्रीब्यूशन को पसंद करेगा जहां प्रत्येक विषय शब्द प्रोबेबिलिटी शब्द लगभग बराबर है यह इस को पसंद करेगा लेकिन अगर आपके पास एक छोटा अल्फा है तो आप क्या देख रहे हैं तो अब 001 से पॉवर 09 तक यह अब 100 के रूप में पॉवर 09 में लिखा जा सकता है यह बहुत बड़ा हो जाएगा और यह मोटे तौर पर यह बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा जब आपका अल्फा छोटा हो जाएगा तो वे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पसंद करेंगे जहां एक विषय में उच्च प्रोबेबिलिटी हो और अन्य में कम प्रोबेबिलिटी हो अपने अल्फ़ा को ट्यून करके आप 1 विषय प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन पर एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पसंद कर सकते हैं यह मेरा डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन है अब फिर से आपको कुछ प्रत्योक्षकरण देने के लिए इसलिए यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के सिम्प्लेक्स हैं तो जैसे कि अल्फा आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं किसी विषय j को सैंपल किए जाने की संख्या पर कुछ पूर्व अवलोकन संख्या के रूप में अलग अलग अल्फ़ा j ताकि यह विषय कितनी बार सैंपल किया जाएगा लेकिन और आप यह भी सोच सकते हैं कि कुछ फोर्सेस और उच्चतर अल्फा सिम्प्लेक्स के कोने से विषयों को हटा देंगे तो हम फिर से इस बिंदु पर वापस आते हैं तो आप 2 अलग अलग सिम्प्लेक्स कह रहे हैं एक जहां विषयों को कोनों से दूर ले जाया जाता है इन्हें दूर ले जाया जा रहा है और यहां आप कोनों की ओर जा रहे हैं और यह अल्फा के उच्च मूल्यों के कारण है और हम इस पर वापस आएंगे फिर अब जब अल्फा 1 से कम है तो एक पूर्वाग्रह है कि बड़े विषय डिस्ट्रीब्यूशन केवल कुछ विषयों का पक्ष ले रहे हैं और यही हमने अभी कागज पर देखा है कि जब अल्फा 1 से कम है तो यह डिस्ट्रीब्यूशन को प्राथमिकता देता है जहां उच्च प्रोबेबिलिटी के रूप में केवल कुछ विषय और अन्य में कम प्रोबेबिलिटी है अब जबकि सामान्य तौर पर आप अपने विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग अल्फ़ा ले सकते हैं सुविधाजनक प्रभाव क्या है आप सभी को समान होने के लिए हमारी मदद करते हैं आपके पास एक सिंगुलर हाइपर पैरामीटर अल्फा है इसलिए हमारे पास सभी अल्फा अब एक जैसे हैं अब क्या मायने रखता है कि इस अल्फा का मान क्या है तो अपेक्षाकृत वे सभी डाक्यूमेंट्स के लिए अल्फा 1 से अल्फा और अल्फा कैपिटल D सभी डाक्यूमेंट्स के लिए यह सभी समान है माफ कीजिएगा अल्फा वन अल्फा कह सकते हैं कैपिटल K यह सभी समान है लेकिन सापेक्ष संख्या क्या है कहीं ऐसा तो नहीं की एक संख्या है जैसे 0125 यहां कोई बात होगी अब यदि अल्फा छोटा है तो क्या होगा आप जिस तरह से विषयों को पसंद करते हैं माफ कीजिएगा आप जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को पसंद करते हैं जहां एक विषय में उच्च प्रोबेबिलिटी होगी तो याद कीजिए हम सिंप्लेक्स को कैसे परिभाषित करते हैं तो इस मामले में यह सीमा का मतलब क्या है तो ये रंग निरूपित करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो काले रंग का अर्थ है उच्च प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसी तरह अब यदि रंग हल्के होते जाते हैं तो आप देखेंगे की प्रोबेबिलिटी निम्न होती जा रही है बाएं तरफ की आकृति में प्रोबेबिलिटी ज्यादातर सिंप्लेक्स के केंद्र में के लिए केंद्रित है दाहिने तरफ यह कोने की तरफ जा रहे हैं इस प्रकार आप इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि इस सिम्प्लेक्स में जब भी सभी 3 विषयों का वजन समान होता है तो इसे यहाँ एक उच्च प्रोबेबिलिटी दी जाती है भले ही एक विषय अन्य की तुलना में अधिक अनुपात में हो इसे एक उच्च प्रोबेबिलिटी मिलती है तो यह इस सिंप्लेक्स के केंद्र से दूर नहीं जा रही है यह कोने की ओर जा रहा है इसलिए यदि आप कोने में जाते हैं इसका मतलब है कि 1 विषय में उच्च प्रोबेबिलिटी है अन्य 2 में छोटी प्रोबेबिलिटी हैं इस प्रकारयह भी विषयों के पक्ष में है माफ कीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जहाँ एक विषय में दूसरों की तुलना में उच्च प्रोबेबिलिटी है जबकि हम उन डिस्ट्रीब्यूशन के पक्ष में हैं जहां सभी 3 विषयों में लगभग समान प्रोबेबिलिटी है तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा उच्च अल्फ़ा निम्न अल्फ़ा के अनुरूप है तो जो निम्न अल्फा से मेल खाता है वह ऐसा होगा कि वह डिस्ट्रीब्यूशन का पक्ष लेगा जहां 1 विषय में दूसरों की तुलना में उच्च प्रोबेबिलिटी है अब यह कुछ फॉर्म सिमुलेशन है यदि आप अल्फा के विभिन्न मूल्यों को लेते हैं तो क्या होगा तो यदि आप अल्फा लेते हैं 1 के बराबर है तो किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन पसंद किए जाते हैं तो यहां 15 डॉक्यूमेंट हैं और 10 अलग अलग विषय हैं जो दिखाए जा रहे हैं हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को तो आप विषय t 2 t 3 इत्यादि के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन 15 डाक्यूमेंट्स के लिए वे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हैं लेकिन मान लीजिए कि आप अल्फा के मान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जैसे आप 10 पर जाते हैं आप अल्फा के मान को बढ़ाते हैं यह उन डिस्ट्रीब्यूशन का पक्ष लेना शुरू कर देगा जहां सभी विषय लगभग समान हैं प्रोबेबिलिटी है कि अब आप देख रहे हैं कि यह सपाट हो रहा है तो आपके पास अब आप सभी विषयों को देख रहे हैं और यदि आप अल्फा को 100 तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी विषयों में समान प्रोबेबिलिटी है और यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप करेंगे यह अच्छा नहीं है कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ही प्रोबेबिलिटी में सभी विषय हों तब यदि टॉपिक मॉडल्स किसी भी अर्थ में नहीं रखा जाता है तो अल्फा 1 के बराबर है जो ठीक ही लग रहा था इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम चाहेंगे लेकिन अब मान लीजिए कि हम अल्फा के मान को कम करना चाहते हैं अगर मान लें कि हम 1 से 01 तक जाते हैं तो अब आप क्या देख रहे हैं यह उन डिस्ट्रीब्यूशन का पक्ष लेना शुरू कर देगा जहां एक विषय में उच्च प्रोबेबिलिटी या 1 या शायद 2 है लेकिन मान लीजिए कि हम वृद्धि करते हैं हम इसे और घटाकर 001 कर देते हैं प्रायिकता 0 की अधिकांश समस्याएँ केवल 1 विषय के लिए प्रायिकता 1 या यहाँ 2 विषय आते हैं यदि आप आगे इस मान को 001 तक कम करते हैं तो आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट में केवल 1 विषय मिलता है इसलिए यह आपको कुछ विचार देगा कि यदि आप इस पैरामीटर अल्फा को संशोधित या परिवर्तित करते हैं तो यह मेरे कॉर्पस में समग्र विषय डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे प्रभावित करता है कुछ प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हम दूसरों पर संदर्भ प्राप्त करेंगे अब एलडीए के लिए बहुत सारे हस्तक्षेप हैं जो उपलब्ध हैं और ये बहुत लोकप्रिय हैं आप उन इम्प्लिमेंटेशन्स का भी उपयोग कर सकते हैं जो जेनिस्म में उपलब्ध हैं तो हम फिर से आते हैं इसलिए हमने सभी आनुवंशिक भागों पर चर्चा की है लेकिन अब हम पूरी जानकारी रखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं एलडीए का जेनरेटिव मॉडल क्या है लेकिन याद रखें आपकी समस्या क्या है हम इन सभी प्रोबेबिलिटी का पता कैसे लगाते हैं इसलिए हमें डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और हम जानना चाहते हैं प्रति डॉक्यूमेंट विषय असाइनमेंट Z d n प्रति डॉक्यूमेंट विषय डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा d और प्रति कॉर्पस विषय डिस्ट्रीब्यूशन बीटा k हम यह सब जानना चाहते हैं अब एक बार जब हम यह सब पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं तो हम इसका उपयोग करके पता कर सकते हैं सूचना पुनर्प्राप्ति डॉक्यूमेंट समानता और कई अन्य कार्यों में लेकिन सवाल यह है कि एक बार हमें इन शब्दों का अवलोकन दिया जाता है कैसे करते हैं हम इन सभी प्रोबेबिलिटी मानो का अनुमान लगाते हैं तो ऐसा करने के विभिन्न तरीके हैं इसलिए हम अगले व्याख्यान में ऐसी ही एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे